नमस्कार विद्यार्थियों तो पिछली कक्षा तक हमने कंपैरिजन परीक्षण और कंपैरिजन परीक्षण से संबंधित उदाहरणों पर काम किया और अनिश्चित समाकल से संबंधित और भी बहुत सारे परीक्षण मौजूद हैं जिनकी सहायता से हम अनिश्चित समाकल की कन्वर्जंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं तो मैं मानती हूं कि हमने कंपैरिजन परीक्षण से संबंधित पर्याप्त उदाहरण कर लिए है और आप इन से संबंधित कुछ और उदाहरण अपनी असाइनमेंट में भी कर सकते हैं और आज हम 𝜇 परीक्षण 𝜇 testसे शुरुआत करेंगे तो कन्वर्जेंस का परीक्षण 𝜇 टेस्ट𝜇 test इस्तेमाल करते हुए तो इसका बयान कुछ इस प्रकार है मान लीजिए f एक समाकल फंक्शन है प्रत्येक 𝑥 𝑎के लिए तो फिर समाकलa∞𝑓𝑥𝑑𝑥 कन्वर्ज करेगा अगर x∞ x𝜇𝑓𝑥 𝜆 है 𝜇 1 के लिए और a∞𝑓𝑥𝑑𝑥 डायवर्स करता है अगर x∞ 𝑥 𝜇𝑓𝑥 𝜆 जोकि शून्येतर है या ±∞ है 𝜇 ≤ 1 के लिए तो अगर 𝜇 ≥ 1 है तो फिर हम कह सकते हैं कि दिया गया अनिश्चित समाकल कन्वर्जेंट है और अगर यह नहीं होता है यानी कि 𝜇 ≤ 1 है और हमें एक निश्चित मूल्य प्राप्त हो रहा है तो फिर उस मामले में यह समाकल डायवर्जेंटहोगा तो आइए हम कुछ उदाहरण पर काम करते हैं जिनमें हम दिए गए अनिश्चित समाकल की कन्वर्जंस के बारे में बात कर सके तो हमारी पहली उदाहरण मान लीजिए हम कन्वर्जेंसका परीक्षण करने के लिए उसी उदाहरण0∞ 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥1𝑥 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उस मामले में हम इसका समाधान भी लिख सकते हैं तो मान लीजिए 𝑓𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑥1𝑥 2 और अगर मैं x∞ 𝜇𝑓𝑥 लेती हूं तो यह x∞ 𝑥 𝜇 𝑐𝑜𝑠𝑥1𝑥 2 बन जाएगा और अगर मैं 𝜇 2 लेती हूं या इससे भी कहा जा सकता है कि कम से कम 𝜇 2 हो तो फिर उस मामले में यह 1 के बराबर हो जाएगी तो अगर मैं 𝜇 2 लेती हूं तो मैं अगरx∞ 𝑥 2 𝑐𝑜𝑠𝑥1𝑥 2 लेती हूं या 𝜇 2 लेती हूं तो फिर उस मामले में मैं ऐसे 1 बटा लिखने में सक्षम रहूंगी तो यह मूल रूप से x∞111𝑥2𝑐𝑜𝑠𝑥 है और यह बुरी चीज 𝑥 2𝑓𝑥 है और यह पूरी चीज कन्वर्ज कर जाएगी अगर मैं इस को आसान बनाने के लिए cosx को लेने की बजाय मान लीजिए ऐसे ही शुरु करो क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा कठिन नहीं बनाना चाहती तो आइए इसे cosx की बजाए 1 से ही शुरु करते हैं अगर मैं सिर्फ 1 लेती हूं तो फिर क्या होगा अगर मैं cos x की बजाए सिर्फ 1 लेती हूं तो फिर यह काफी सीधा हो जाएगा तो cos x की बजाए 1 लेते हैं तो फिर उस मामले में यहx∞111𝑥2 हो जाएगा और फिर यह पूरी सीमा 𝜇 2 के लिए 1 बन जाएगी तो मैं यहां पर यह संदेश देना चाहती थी किx∞ 𝑥 𝜇𝑓𝑥 𝜆 है एक लेमबड़ा जो कि मूल रूप से 𝜇 2 के लिए 1 से बड़ा है तो इस सीमा पर जो कि बेशक 𝜇 2 पर निश्चित है 1 से बड़ी है तो फिर अब हम यहां पर 𝜇 परीक्षण𝜇 test लागू करने के काबिल बन चुके हैं तो मैं आपको सिर्फ एक आसान उदाहरण के साथ सारी चीजें बताना चाहती तो cosx को लेने से यह थोड़ा सा उलझा हुआ बन जाएगा तो आइए सबसे पहले वहां पर चलते हैं तो अगर हमारे पास 11𝑥 2 है तो फिर हमने यह उदाहरण बहुत बार कर ली है पर मैं यहां पर 𝜇 परीक्षण 𝜇 test के अनुप्रयोग को यहां पर दर्शना चाहती हूं तो मान लीजिए इस बार हमारे पास अनिश्चित समाकल है तो हम f के साथ 𝑥 𝜇 को गुना कर देते हैं और फिर हम सीमा को ज्ञात करते हैं तो अगर मैं 𝜇 2 चुनती हूं जो कि 1 से बड़ा है से तो फिर उस मामले में यह समाकल0∞𝑓𝑥𝑑𝑥 जो कि यह समाकल 0∞𝑑𝑥1𝑥 2 था 𝜇 परीक्षण 𝜇 test के जरिए कन्वर्जेंट है तो इस समस्या के लिए यह 𝜇 परीक्षण 𝜇 test की उदाहरण थी अब आगे हम एक और उदाहरण को देख सकते हैं तो उसे देखते हैं तो अब हम कुछ उलझी हुई उदाहरणों को करेंगे तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं और मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगी कि हमने पिछली कक्षा में 𝑐𝑜𝑠𝑥 1𝑥 2 इस तरह के उदाहरण को किया था तो बेहतर रहेगा हम यहां पर यह 𝑐𝑜𝑠2𝑥 1𝑥 2 मान भरे तो अगर मैं यहां पर 𝑐𝑜𝑠2𝑥 भर्ती हूं तो मैं इस समस्या की कन्वर्जेंस का परीक्षण कर सकती हूं तो cosx नहीं परंतु 𝑐𝑜𝑠2𝑥 तो यही तक ही नहीं बल्कि इसके विपरीत इसकी तुलना असमानता की तरह के कंपैरिजन परीक्षण के साथ भी होगी तो हमारी मूल समस्या कुछ इस प्रकार है0∞ 𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑑𝑥1𝑥 2 तो फिर उस मामले में यह असमानता की तरह की कंपैरिजन परीक्षण के विपरीत जाएगी अबयह मात्र मेरे पिछले भाषण पर एक टिप्पणी थी तो मेरी अगली उदाहरण में हम कन्वर्जेंस का परीक्षण करेंगे तो मैं इसका पूरा बयान नहीं लिखने जा रही हूं तो हम 0∞𝑒 −𝑥 2 𝑑𝑥 कन्वर्जेंस का परीक्षण करेंगे तो हम इस समाकल के कन्वर्जंस का परीक्षण करना चाहते हैं तो यहां पर मुझे अपने फंक्शन f की व्याख्या 𝑒 −𝑥 2 की तरह कर लेने दीजिए और अगला इस सीमा 𝐿 x∞ 𝑥 𝜇𝑒 −𝑥 2 को ज्ञात करना चाहते हैं तो इस मामले में हमारे पास 𝑥 ∞ पर समस्या है क्योंकि ऊपर की सीमा ∞ है और मैं यहां पर 𝐿 x∞ 𝑥 𝜇𝑒 −𝑥 2 लिखती हूं अब समय के लिए अगर मैं 𝜇 की बजाय 𝑥 2 लेती हूं और अगर 2 लेती हूं तो फिर यह 𝜇 2 के लिए 𝐿 x∞ 𝑥 2𝑒 −𝑥 2 है तो फिर इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 𝐿 x∞ 𝑥 2 𝑒 𝑥2 और अगला मूल रूप से यह ∞ ∞ प्रकार है अगर आपको यहां पर एल हॉस्पिटल नियमL'Hospital rule याद है तो यह मूल रूप से ∞ ∞ प्रकार है तो मैं मीटर और विभाजक दोनों को डिफरेंशिएट कर सकती हूं और इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 𝐿 x∞ 2𝑥 2𝑥𝑒𝑥2 तो फिर x2 की डिफरेंसेशन 2x होगी और तो फिर मैं पूरी चीज को भी डिफरेंटशिएट कर सकती हूं और यह कुछ इस प्रकार होगीx∞ 1 𝑒 𝑥2 𝑥2𝑥𝑒 𝑥2 तो जब x ∞ को जाता है तो यह पूरी चीज 1 ∞ बन जाएगी तो यह पूरी चीज 0 बन जाएगी तो इसका मतलब सीमा या इस सीमा का 𝜆 एक निश्चित संख्या है और यह 0 को जा रहा है 𝜇 2 के लिए जो कि बेशक 1 से बढ़ी है और अगर यह 1 से बड़ी है तो फिर 𝜇 परीक्षण𝜇 test की कन्वर्जेंस से हम कह सकते हैं कि यह समाकल कन्वर्जेंट है तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि यह समाकल0∞ 𝑒 −𝑥 2 𝑑𝑥 𝜇 परीक्षण𝜇 test से कन्वर्जेंट है तो आपने यह देखा कि 𝜇 कम मूल्य को ज्ञात करना हमेशा से एक अनुमान लगाने वाली बात है तो 𝜇 के किस मूल्य के लिए आप यह कह सकते हैं कि आप की सीमा निश्चित है और अगर यह निश्चित है तो फिर हमें यह देखना होगा कि 𝜇 के किस मूल्य के लिए यह हो रहा है तो अगर यह 𝜇 1 के लिए हो रहा तो फिर इस मामले की तरह ही हमारा समाकल कन्वर्जेंट होगा और अगर यह 𝜇 ≤ 1 के लिए हो रहा है तो फिर उस मामले में हमारा समाकल डायवर्जेंट होगा तो 𝜇 के सही मूल्य का चुनाव यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पास एक और उदाहरण है जहां पर हमारे पास डायवर्जेंस भाग होगा तो हम यहां पर इस समाकल 0∞ 𝑥 3 2 3𝑥 25 𝑑𝑥 को लेते हैं तो बेशक हम यहां पर f को 𝑥 3 2 3𝑥 25 चुनते हैं और जैसे कि सीमा ∞ है इसीलिए यह अनिश्चित समाकल है तो आइए इसकी सीमा पता करते हैं या 𝜇 कन्वर्जेंस परीक्षण 𝜇 convergence test से 𝜆 तो 𝜆 मूल रूप से x∞ 𝑥 𝜇𝑓𝑥 है तो यह मूल रूप से 𝜆 x∞ 𝑥 1 2 𝑥 3 2 3𝑥 25 है 𝜇 1 2 के लिए जो कि बेशक 1 से कम है तो फिर यह x∞ 𝑥 2 3𝑥 25 मे बदल जाएगा और फिर इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है x∞ 1 3 5 𝑥2 तो अंततः यह 1 3 होगा 𝜇 1 2 के लिए जो कि 1 से कम है अबयह इस वर्ग में आ जाएगा कि जब 𝜇 ≤ 1 है और अगर इसका मूल्य शून्येतर है तो फिर उस मामले में यह समाकल डायवर्जेंट होगा तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि यह समाकल 0∞𝑓𝑥𝑑𝑥 𝜇 1 के लिए डायवर्जेंट है या 𝜇 1 के लिए 𝜇 परीक्षण 𝜇 test के द्वारा या हम 𝜇 परीक्षण𝜇 test के द्वारा इसे लिख सकते हैं तो इस तरह से हमने डायवर्जेस को दर्शाया और जैसे कि मैं कह रही थी कि कैसे 𝜇 किसी अनिश्चित समाकल की कन्वर्जेंस और डायवर्जेंस को बताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो अब हम समाकल की अपनी आखिरी युद्ध को करेंगे जो कि समाकलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है Refer Slide Time 1540 तो यह उदाहरण कुछ इस तरह से थी हम बेशक अगली कक्षा में गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बारे में पड़ेंगे परंतु हमने देखा कि यह समाकल0∞ 𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 जो कि गामा फंक्शन की तरह परिभाषित किया जा सकता है असल में एक अनिश्चित समाकल है और यहां पर मैं सिर्फ n को एक सकारात्मक लिख रही हूं मैं इसकी सीमाएं नहीं लिख रही हूं जिसके लिए यह अनिश्चित समाकल कन्वर्जेंट है या हम इसकी कन्वर्जेंस का परीक्षण नहीं करने जा रहे हैं तोसमय के लिए हम 𝑛 0 ले लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि n के कौन से मूल्य के लिए अनिश्चित समाकल कन्वर्जेंट होगा तो आईए इसकी कन्वर्जेंस का परीक्षण करते हैं अब आइए मुझे इसे लिख लेने दीजिए 𝐼 0∞ 𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 तो सबसे पहले अगर 𝑛 1 है तो यह समाकल परिभाषित होगा परंतु फिर भी यह अनिश्चित समाकल ही रहेगा क्योंकि हमारे पास एक सीमा या ऊपरी सीमा अनंतता है अब 𝑛 जब 1 है फिर उस मामले में यह पूरी चीज समस्या करने लग जाएगी क्योंकि तब उस मामले में 0 अनंतता डिस्कंटीन्यूटी वाला बिंदु होगा जैसे कि यह x की पावर नकारात्मक बन जाएगा और फिर यह विभाजक में आ जाएगा और फिर जब x 0 की तरफ जाएगा या जब 𝑥 0 होगा तब वह विभाजक का वह भाग अपरिभाषित हो जाएगा तो 𝑥 0 पर इस फंक्शन की या इस समाकल की अनंतता डिस्कंटीन्यूटी होगी तो अब हम लिख सकते हैं कि 0 ही सिर्फ डिस्कंटीन्यूटी वाला बिंदु है 𝑛 1 के लिए आइए मैं 𝑓𝑥 𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥 के बराबर लिख लेती हूं तो फिर मैं अपने समाकल I को दो समाकल 01𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 के जोड़ के बराबर जोकि दिया गया फंक्शन f और फिर 0 ∞𝑓𝑥𝑑𝑥 है तो यह हमारा समाकल 𝐼2 है और यह हमारा समाकल 𝐼1 है तो समाकल 𝐼1 के लिए x 0 पर अनंतता डिस्कंटीन्यूटी होगी 𝑛 1 के लिए तो आइए इसी से आगे बढ़ते हैं तो 𝐼1 के लिए𝑥 0 पर तो 𝐼1 समाकल 01 𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 है अब इस मामले में मान लीजिए 𝑔𝑥 1 𝑥 1−𝑛 है तो फिर इन दोनों फंक्शन के लब्धि की सीमा क्या होगी तो यह 0 है जहां पर हमारे पास अनंतता डिस्कंटीन्यूटी थी तो मैं अब लिख सकती हूं 𝑓𝑥 𝑔𝑥 और यह फिर x0 𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥 1 𝑥1−𝑛 होगा तो यह मूल रूप से 1 है तो𝑒 −0 है तो यह हमें मूल्य 1 देगा जोकि बेशक शून्येतर है और मेरी सीमा यहां पर क्या होगी आगे में g लिख सकती हूं तो अगली सीमा यह समाकल 01 𝑔𝑥𝑑𝑥 01𝑑𝑥 𝑥 1−𝑛 है तो इस समाकल का अनंतता डिस्कंटीन्यूटी बिंदु है या 𝑥 0 पर अनंतता डिस्कंटीन्यूटी बिंदु है तो ऐसे लिख सकते𝜖01𝜖𝑑𝑥 𝑥 1−𝑛 वही सब चीजें जो हम किसी कक्षा में कर रहे थे तो इसकी कन्वर्जेंस का प्रशिक्षण करना बहुत आसान रहेगा और मैं इस सबको छोड़ रही हूं और यह समाकल कन्वर्जेंट है या नहीं यह आप पर छोड़ रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ जब 1 − 𝑛 1 है तो उसका मतलब 𝑛 0 है हम कुछ उसी तरह के उदाहरण पर काम कर रहे हैं तो यह समाकल तभी कन्वर्ज करेगा n सकारात्मक है तो उसका मतलब उन्हें यहां पर कह सकते हैं तो हमारे पास एक सीमा परीक्षण है जो यह कहता है कि सीमा शून्येतर है और यह समाकल तभी कन्वर्ज करेगा जब n का मूल्य सकारात्मक है इसका मतलब समाकल 01 𝑓𝑥𝑑𝑥 𝑛 0 के लिए कन्वर्जेंट होगा तो चाहे x0 पर 𝑛 1 के लिए हमारे पास अनंतता डिस्कंटीन्यूटी है फिर भी हम यह लिखने में काबिल हैं कि हमारा समाकल कन्वर्जेंट है पहला उप समाकल कन्वर्जेंट है प्रत्येक 𝑛 0 के लिए तो पहला भाग स्थापित हो चुका है आइए अब 𝑥 ∞ पर 𝐼2 की कन्वर्जेंस की बात करते हैं क्योंकि I2 के मामले में केवल 𝑥 ∞ पर सीमा अनुचित है फंक्शन वहां पर हमेशा परिभाषित है क्योंकि चाहे 𝑛 1 है इस फंक्शन की इस 1∞ अंतराल में कभी भी अनंतता डिस्कंटीन्यूटी नहीं होगी तो हमारा I2 1∞𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 यह है और अभी यहां से हम जानते हैं कि मान लीजिए हमारा 𝑓𝑥 𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥 और g तो हमें असल में f को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है तो मैं इसे थोड़ा सा बदल सकती हूं जैसे कि f इस के बराबर है और मान लीजिए 𝑔𝑥 1 𝑥 2 इसके अब और असमानता से या असमानता के मूलभूत ज्ञान से मैं इसे लिखने के काबिल बन चुकी 𝑒 𝑥 𝑥 𝑛1 दिए गए n के मूल्य के लिए और x के बड़े मूल्य के लिए इसे इस तरह से लिखा जा सकता है 𝑒 −𝑥 𝑥 −𝑛−1 अगर मैं x 𝑛−1 के दोनों तरफ गुनाह कर दूं तो फिर उस मामले में x 0 से ∞ तक जाएगा और यह असमानता में कोई बदलाव नहीं आएगा और इसलिए यह 𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥 𝑥 −2 होगा जो कि 1 𝑥 2 है तो यह मेरा g है और यह मेरा f है और बेशक यह एक सकारात्मक मूल्य है तो हमारे पास अब असमानता की तरह के कंपैरिजन परीक्षण का पहला भाग है अब सिर्फ इस समाकल के मूल्य का परीक्षण करना होगा तो अगला काम इस समाकल का मूल्य और इसकी कन्वर्जेंस का परीक्षण करना है तो इस समाकल 1∞𝑑𝑥 𝑥 2 का मूल्य क्या है तो अब मैं इसे लिखने के काबिल बन चुकी हूंB∞1B𝑑𝑥 𝑥 2 और फिर इसे इस तरह से लिखा जा सकता है B∞ − 1𝑥 1𝐵 और फिर हम सीमा का मान यहां पर भर देंगे और जब 𝐵 → ∞ पहला वाला 0 हो जाएगा इसलिए समाकल का मूल्य 1 बन जाएगा जोकि शून्येतर है और यह प्रत्येक n के लिए सही है प्रत्येक n जो कि सकारात्मक है तो इस 𝐼2 1∞ 𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 कन्वर्जेंट है 𝑥 ∞ पर प्रत्येक𝑛 0 के लिए और इसलिए अब हम यहां से लिख सकते हैं कि𝐼 𝐼1 𝐼2 प्रत्येक 𝑛 0 के लिए कन्वर्जेंट है क्योंकि 𝐼1 प्रत्येक 𝑛 0 के लिए कन्वर्जेंट है और 𝐼2 प्रत्येक 𝑛 0 के लिए इसलिए उनका जोड़ भी प्रत्येक 𝑛 0 के लिए कन्वर्जेंट होगा इसका मतलब दिया गया गामा फंक्शन जोकि 0∞ 𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 था यह भी 𝑛 0 के लिए कन्वर्जेंट है और यह समाकलन का बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजा है और बेशक यही हमारा अगला चर्चा का विषय भी होगा बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास इस तरह का एक समाकल है और मान लीजिए 𝐼 01𝑥 𝑚−1 1 − 𝑥 𝑛−1𝑑𝑥 और अब हम यहां पर देख सकते हैं 0 और 1 m और n के कुछ मूल्यों पर डिस्कंटीन्यूटीज के बिंदु भी हो सकते हैं और इस समाकल के लिए हम उस तरह की कन्वर्जेंस के बारे में बात कर सकते हैं और m और n की सीमाओं के बारे में भी जिसके लिए यह समाकल कन्वर्जेंट है और इस समाकल को अब हम अपने अगले खंड में देखेंगे क्योंकि यह भी हमारे पाठ्यक्रम में है और यह समाकल बीटा फंक्शन कहलाता है तोयह समाकल 𝑚 0 और 𝑛 0 के लिए कन्वर्ज करता है और यह समाकल भी अनिश्चित समाकल का एक प्रकार है और क्यों की यह किसी तरह की अनंतता डिस्कंटीन्यूटी को पैदा कर रहा है 0 और 1 पर और हम इसे भी उसी तरह से रख सकते हैं समाकल को दो उप समाकल में विभाजित करके और फिर हम m और n के मूल्यों को देखेंगे की किन मूल्यों पर यह अनिश्चित समाकल कन्वर्ज करता है तो शायद यह अब हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अनिश्चित समाकलन पर पर्याप्त उदाहरण और सिद्धांत बता सकूंगी जोकि उदाहरणों को करने के लिए काम आएगी तो आज के लिए धन्यवाद और अब मैं अगली कक्षा में आप से मिलूंगी